अब तक हमने प्रशिक्षण की अवधारणा और नौकरी मूल्यांकन प्रदर्शन मूल्यांकन और संभावित मूल्यांकन के आधार पर प्रशिक्षण की जरूरतों की पहचान करने के बारे में चर्चा की है अब आगे के मॉड्यूल प्रशिक्षण डिजाइन और प्रशिक्षण के प्रकारों पर हैं सबसे महत्वपूर्ण कारक बन जाता है यही कारण है कि हम एक विशेष प्रशिक्षण को कैसे डिजाइन कर सकते हैं और प्रशिक्षण को डिजाइन करने के लिए किन मापदंडों को ध्यान में रखा जाना चाहिए इसलिए प्रशिक्षण को डिजाइन करने का मतलब है कि हमें सीखने का माहौल बनाना होगा सहायक वातावरण प्रतिभागियों को बेहतर प्रशिक्षण की संभावना को बढ़ावा देता है प्रशिक्षण डिजाइन उन कारकों को संदर्भित करता है जो प्रशिक्षण कार्यक्रमों के निर्माण के लिए उपयोग किए जाते हैं ये कारक आश्वस्त करते हैं कि प्रशिक्षण एक प्रभावी तरीके से होता है यह विशेष रूप से प्रशिक्षण डिजाइन तीन मापदंडों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है शिक्षार्थी की विशेषताएं प्रशिक्षण स्थानांतरण और अनुदेशात्मक रणनीति प्रशिक्षण कार्यक्रम डिजाइन करते समय इन मापदंडों पर विचार किया जाना चाहिए पहले हम शिक्षार्थियों की विशेषताओं के साथ शुरू करेंगे शिक्षार्थियों की विशेषताओं में हम सीखने की क्षमता के बारे में बात करेंगे जैसा कि हम सभी जानते हैं कि व्यक्तिगत स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व सीखने का वातावरण और आनुवंशिकता अलग अलग प्रकार की होती है इसी तरह काम का माहौल भी एक व्यक्ति की सीखने की क्षमता को प्रभावित करता है यदि पर्यावरण सहायक है तो व्यक्ति की सीखने की क्षमता बेहतर और तेज होगी यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि उसे क्या सीखना है यदि हम सीखने की क्षमता के बारे में बात करते हैं तो कुछ लोग मात्रात्मक तकनीकों को सीखने में तेज हैं जबकि कुछ गुणात्मक तकनीकों को सीखने में तेज हैं कुछ लोग गुणात्मक और मात्रात्मक तकनीकों में समान रूप से कुशल हैं प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करते समय प्रशिक्षक के पास प्रतिभागियों का प्रोफाइल होना चाहिए इसलिए एक व्यवस्थित प्रशिक्षण कार्यक्रम बहुत पहले तैयार किया जाना है सूचना में आयु लिंग आर्थिक स्थिति सामाजिक स्थिति जैसे जनसांख्यिकीय चर शामिल होने चाहिए इन मापदंडों की पहचान के बाद प्रतिभागियों में शिक्षा का स्तर समझा जा सकता है यह आश्वासन नहीं दिया जा सकता है कि यह 100 प्रतिशत विचार देने में सक्षम होगा हालांकि यह कम से कम हमें प्रतिभागियों की क्षमता के बारे में कुछ विचार दे सकता है न केवल क्षमता बल्कि उनके अभिविन्यास जैसे कि वे क्या सीखना पसंद करेंगे और प्रशिक्षण कार्यक्रम की सामग्री क्या होनी चाहिए दूसरा अभिप्रेरण है जिसका अर्थ है प्रशिक्षण सामग्री सीखने की व्यक्ति की इच्छा अब हम सभी प्रेरणा के सिद्धांतों की संख्या के माध्यम से चले गए हैं और मूल सिद्धांत की आवश्यकता सिद्धांत है सिद्धांत की आवश्यकता है कि इस बारे में बात की जाए कि प्रशिक्षण की आवश्यकता को स्वयं महसूस किया जाए तभी यह प्रभावी होगा जब भी हम प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं हमें प्रतिभागियों के प्रेरक स्तर को ध्यान में रखना होगा कुछ विशिष्ट प्रतिभागी ऐसे होंगे जो अपने ब्रेड बटर के कारण इस विशेष प्रकार के प्रशिक्षण में शामिल होंगे वे नौकरी पर प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे यदि उनके पास यह विशेष प्रशिक्षण नहीं है हालांकि कुछ मामलों में यह संभव है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने वाले कुछ प्रतिभागियों को उनके संगठन द्वारा जबरदस्ती भेजा जाता है इस मामले में कर्मचारियों के भीतर कोई प्रेरक नहीं होगा कुछ कर्मचारियों के लिए जिनकी नौकरी में रुचि नहीं है सीखने के लिए प्रेरणा नहीं होगी तो यह माना जाता है कि प्रशिक्षुओं द्वारा स्वैच्छिक भागीदारी और पंजीकरण उच्च स्तर की प्रेरणा की ओर ले जाता है इसलिए उन्हें हमेशा इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें तीसरा आत्म प्रभावकारिता है आत्म प्रभावकारिता का मतलब है कि लोगों का मानना है कि वे सफलतापूर्वक प्रशिक्षण कार्यक्रम सामग्री सीख सकते हैं अब जब भी हम प्रशिक्षण कार्यक्रम डिजाइन कर रहे हैं मैं बाद में चर्चा करूंगा कि सामग्री क्या होनी चाहिए और सामग्री कैसे डिज़ाइन की जानी चाहिए लेकिन जब भी हम प्रशिक्षण कार्यक्रम या प्रशिक्षण कार्यक्रम के एक पृष्ठ परिचय की विवरणिका बना रहे हैं तो इस कार्यक्रम को कवर किए जाने वाले लाभों को कवर किया जाना चाहिए तो स्वयं की पसंद हमेशा बनी रहेगी आत्म प्रभावकारिता का यह तीसरा पहलू सीखने की क्षमता से जुड़ा हो सकता है अधिक सीखने की क्षमता अधिक प्रेरणा का मतलब है उच्च आत्म प्रभावकारिता और यह प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रति एक शिक्षार्थी की बेहतर विशेषताओं को परिभाषित करेगा कभी कभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की उपयोगिता पर सवाल उठाए जाते हैं इसलिए इन कार्यक्रमों को विशेष रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रमों के परिणामों और लाभों का निरीक्षण करने के बाद सावधानीपूर्वक डिजाइन किया जाना चाहिए माना जाता है और प्रतिभागियों द्वारा प्राप्त मूल्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए सीखने वालों और उनकी सीखने की शैली भी बहुत महत्वपूर्ण है मैंने पहले से ही सीखने की शैलियों के बारे में चर्चा की है कि वे कुछ योद्धा और कुछ संत हैं संत उन लोगों के लिए सर्वोत्तम है जिनके पास सीखने के प्रति उच्च दृष्टिकोण है इस मामले में शिक्षार्थी तय करेगा कि उसकी सीखने की शैली क्या है और तदनुसार वह सीख सकेगा तो यह था शिक्षार्थियों विशेषताओं के बारे में अब जब हम वयस्क सीखने के सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं जानने के लिए पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि वे क्यों सीख रहे हैं मैंने पहले भी उल्लेख किया है कि यह एक व्यक्ति को प्रेरित करने की आवश्यकता है वयस्क सीखने के मामले में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि उन्हें आगे की ओर देखना चाहिए इसका मतलब है कि उन्हें यह महसूस करना चाहिए कि वे कुछ नया सीखने जा रहे हैं और यह सीखने से उनके करियर को बनाने में मदद मिलेगी जब तक वे महसूस नहीं करेंगे कि इस प्रकार के प्रशिक्षण से उनके करियर बनाने में मदद मिलेगी वे इस सीखने के प्रति उत्साही या प्रेरित नहीं होंगे

उन्हें स्व निर्देशित होना होगा उदाहरण के लिए मध्य प्रबंधन और शीर्ष प्रबंधन को अक्सर प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने के लिए अनिच्छुक पाया जाता है यदि पूछा जाए उनका मानना है कि उनके पास पर्याप्त अनुभव है और इस प्रकार उन्हें प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है और अगर यह अवधारणा है तो निश्चित रूप से लोगों को उस विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता महसूस नहीं होगी या वे इस विशेष प्रकार के प्रशिक्षण को सीखने के लिए स्व निर्देशित नहीं होंगे हाल ही में मैंने एक नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया और उस विशेष नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी प्रतिभागियों की उम्र 50 से 55 के बीच थी लेकिन सभी स्वयं निर्देशित थे और वे सीखना चाहते थे जिसके लिए कार्यक्रम तैयार किया गया था और यह देखा गया कि जब उच्च स्व निर्देशित समूह होता है तो यह उच्च परिणाम की ओर ले जाता है तीसरा पहलू काम से संबंधित अनुभवों को प्रक्रिया में ला रहा है अब यह केवल सैद्धांतिक नहीं होना चाहिए यदि सामग्री केवल सैद्धांतिक बनी हुई है तो प्रशिक्षकों को उचित प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी क्योंकि प्रशिक्षु यह देखते हैं कि पढ़ाया गया सामग्री सहायक है या नहीं उदाहरण के लिए मैं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के डिजाइन के बारे में बात कर रहा हूं यह उन प्रशिक्षकों के लिए सहायक होगा जो एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम डिजाइन करना चाहते हैं इसलिए इस प्रक्रिया में वह काम से संबंधित अनुभव है जिसका ध्यान रखना होगा यहाँ लोगों को यह समझने के लिए कि हम केस स्टडी और कुछ अभ्यासों का उपयोग कर सकते हैं मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा जैसे जब भी हम एक प्रशिक्षण कार्यक्रम भेल का संचालन करते हैं तब हम अल स्ट्रोम के मामले का अध्ययन भी करते हैं यह अन्य संगठनों के काम की तुलना करने में मदद करता है कि वे अपनी समस्याओं को कैसे हल करते हैं और वे कैसे बढ़े हैं इसलिए इस मामले में हम संबंधित मामले के अध्ययन को शामिल करते हैं जहां वे अपनी स्थितियों को दूसरों के साथ जोड़ सकते हैं जैसे किसी विशेष परिस्थिति का सामना करने पर उन्हें क्या करना चाहिए यह विशेष रूप से औद्योगिक संबंधों या श्रम कानूनों के मामले में होता है जहां संघ से संबंधित समस्याएं होती हैं ये केस स्टडी यह जानने में मदद करती हैं कि दूसरी कंपनियां अपने रिश्ते या अपने औद्योगिक रिश्ते को बनाए रखती हैं यदि वे औद्योगिक संबंध बनाए रखने में सक्षम हैं तो कार्य संबंधी अनुभव पर काम किया जा सकता है अगला सीखने में एक समस्या को सुलझाने के दृष्टिकोण को शामिल करना है जब भी हम सीखने के बारे में बात करते हैं तो समस्या समाधान के दृष्टिकोण का होना अच्छा होता है क्योंकि कुछ मामलों के अध्ययन और कुछ उदाहरण हो सकते हैं जो समस्याओं के समाधान का वर्णन करेंगे मैं आपके अध्ययन सामग्री में कुछ केस अध्ययन और अभ्यास अपलोड करूंगा और फिर आप पाएंगे कि ये केस अध्ययन और अभ्यास समस्या सुलझाने के दृष्टिकोण से संबंधित हैं उदाहरण के लिए हवाई अड्डे पर पार्किंग की जगह का एक मामला अध्ययन है यह मामला अध्ययन के बारे में बात करता है जैसे कि हवाई अड्डे पर पार्किंग की समस्या कैसे हल हुई तो इस प्रकार की अध्ययन सामग्री से उन्हें व्यक्तियों में सीखने के दृष्टिकोण को आत्मसात करने में मदद मिलेगी व्यक्तियों को आंतरिक और बाहरी दोनों कारकों से प्रेरित किया जाता है कभी कभी बाहरी कारक सहायक होते हैं लेकिन उच्च आंतरिक प्रेरणा नहीं होती है उदाहरण के लिए प्रतिस्पर्धा यदि प्रतिस्पर्धा है तो निश्चित रूप से वह विशेष कर्मचारी कुछ सीखना पसंद करेगा ताकि वह प्रतियोगिता को हरा सके और इस प्रकार का बाहरी प्रतिस्पर्धी वातावरण आंतरिक प्रेरणा बनाता है बाहरी कारक आंतरिक प्रेरणा का कारण बनते हैं और उस स्थिति में व्यक्ति अधिक सीखता है और खुद पर अधिक विश्वास करता है और फिर वह किसी भी उम्र में सीखना शुरू कर सकता है इसलिए जब हम वयस्क सीखने के बारे में बात करते हैं तो सीखने के लिए सीखने और तत्परता जैसे इन मापदंडों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है जब प्रशिक्षण कार्यक्रम अपने कार्य अनुभव से अधिक संबंधित होते हैं तो वे समस्या को सुलझाने के दृष्टिकोण का आनंद लेते हैं इसलिए उस मामले में हम यह पता लगाने में सक्षम हैं कि वे विशेष समस्या का समाधान कैसे करेंगे यदि इसी तरह की समस्या होती है और वे बाह्य और आंतरिक दोनों कारकों से प्रेरित होते हैं और इन सभी कारकों के बावजूद कुछ ऐसे भी हैं जो खुद को चुनौती देते हैं यह चुनौती खुद कर्मचारियों को प्रेरित करती है अब हम निर्देशात्मक रणनीतियों के बारे में बात करेंगे कि वे क्या हैं शिक्षार्थी की भागीदारी और प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है अब भागीदारी और प्रतिक्रिया सक्रिय अभ्यास पर निर्भर करती है किस प्रकार का सक्रिय अभ्यास है प्रदर्शन या नौकरी से संबंधित कार्य किए जाने वाले कार्यों की संख्या उदाहरण के लिए जब हम मानव संसाधन अधिकारियों के बारे में बात कर रहे हैं तो उन्हें भर्ती चयन प्रशिक्षण और विकास प्रदर्शन मूल्यांकन पदोन्नति स्थानांतरण मुआवजा और फिर औद्योगिक संबंधों को करना होगा सभी प्रकार के कार्य जो वे करने वाले हैं अब इन सभी प्रकार के कार्यों को करने में उन्हें विभिन्न प्रकार के अनुभव होंगे और उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी कार्य बहुत प्रभावी ढंग से किए जाएं बड़े संगठनों में हम पाएंगे कि मानव संसाधन विकास व्यक्तिगत विकास कैरियर विकास संगठनात्मक विकास जैसी विभिन्न कोशिकाओं के लिए अलग अलग कार्यक्षेत्र हैं भर्ती और चयन के मामले में एक अलग कार्यक्षेत्र है इसलिए उस स्थिति में प्रशिक्षण के दौरान नौकरी से संबंधित कार्यों के प्रदर्शन को प्रशिक्षुओं को समझाया जाना चाहिए और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान प्रशिक्षुओं को किस प्रकार के कर्तव्यों का पालन करना चाहिए ये पहलू प्रशिक्षु को कार्यस्थल और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के समय सक्रिय रूप से भाग लेने देते हैं क्योंकि वे कार्य को वास्तविक व्यवहार के साथ कुशल और प्रभावी तरीके से जोड़ने में सक्षम होते हैं फिर स्थानिक प्रथाएँ हैं रिलेटेड प्रैक्टिस वो प्रैक्टिस है जो कई सेशन में घंटों या दिनों में की जाती है इसलिए यह जरूरी नहीं है कि एक सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम या दो सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम या तीन महीने का प्रशिक्षण कार्यक्रम हो बल्कि इसके बजाय प्रशिक्षण कार्यक्रम एक डिप्लोमा के पाठ्यक्रम की तरह है एक वर्ष के डिप्लोमा कार्यक्रम में अलग अलग इनपुट धीरे धीरे और स्थानिक तरीके से दिए जाते हैं ताकि वे एक से एक सीख सकें इस प्रकार की पठन समस्याएँ बहुत उपयोगी होती हैं जहाँ कार्यस्थल पर ज्ञान और कौशल के प्रदर्शन की तत्काल आवश्यकता नहीं होती है यदि ज्ञान और कौशल की तत्काल आवश्यकता है तो स्थानिक कार्यक्रम प्रभावी नहीं हैं स्थानिक प्रथाओं का लाभ यह है कि सीखने वाला सीखने के लिए अपना समय लेता है एक बार जब शिक्षार्थी आश्वस्त हो जाता है तो वह एक कदम से दूसरे चरण में चला जाता है अब हम सामूहिक अभ्यास के बारे में बात करेंगे सामूहिक अभ्यास वह अभ्यास है जो एक ही बार में किया जाता है उदाहरण के लिए संगठन में कम्प्यूटरीकरण प्रणाली एक प्रभावी तरीके से इसका उपयोग करने के लिए कम्प्यूटरीकरण प्रणाली की उपस्थिति में संगठन में प्रशिक्षण की एक मजबूत आवश्यकता होगी इस प्रकार के कार्यक्रम को डिजाइन करने में चुनौती यह है कि अल्पावधि अवधि और शिक्षार्थियों की विशेषताओं में अंतर सबसे बड़ी चुनौती है कि इतने कम समय में उनके सीखने के कौशल को प्रदर्शित करना इसलिए सीखने के संगठन के मामले में जहां पूरा संगठन एक नई तकनीक सीख रहा है कर्मचारियों को इस तकनीक को सीखने की एक विशेष शैली का प्रदर्शन करना चाहिए इस तरह का प्रशिक्षण एक व्यापक अभ्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम है यह व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है कि सभी सामूहिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में एक ही तरीके से सीखेंगे जो प्रशिक्षकों के लिए शायद सबसे बड़ी चुनौती है कि एक ही कार्यक्रम को सभी के लिए डिज़ाइन किया जाना है इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को डिजाइन करना उस विशेष प्रशिक्षक के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कभी कभी अधिगम समस्या बन जाता है अधिगम का अर्थ है कि अभ्यासकर्ता द्वारा प्रदर्शन में महारत हासिल करने के बाद भी दोहराया अभ्यास समान प्रकार के अभ्यास और प्रशिक्षण कार्यक्रम अच्छी तरह से सेवा करने में मदद नहीं करते हैं इसलिए इस तरह के मामलों में नए नए पाठ्यक्रम होने चाहिए संस्थागत रणनीति होनी चाहिए जिसका अर्थ है कि जिन्होंने अपना पहला स्तर पूरा कर लिया है वे अब स्तर दो पर जा सकते हैं और इस प्रकार इस स्तर के एक प्रशिक्षण कार्यक्रम को ऐसे प्रतिभागियों पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए यदि पुनरावृत्ति होती है तो प्रशिक्षण कार्यक्रम को डिज़ाइन करते समय इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए जिन लोगों ने पहले स्तर पर ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो उन्हें पहले स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए फिर से पंजीकरण नहीं करना चाहिए अगर यह संगठन में होता है यदि दूसरे स्तर का कार्यक्रम है तो शर्त यह होनी चाहिए कि किसी व्यक्ति को पहले स्तर का प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा करना चाहिए समान प्रतिभागियों के लिए एक ही प्रशिक्षण कार्यक्रम को दोहराना प्रतिभागियों के लिए उपयोगी नहीं है व्यवहार मॉडलिंग जो एक अन्य प्रकार का प्रशिक्षण कार्यक्रम है निर्देशात्मक डिजाइन में समस्या यह है कि कभी कभी शिकायतें हो सकती हैं विशेष रूप से मध्यम और शीर्ष स्तर के प्रबंधन के लोगों के मामले में अर्थात उनके पास व्यवहार की एक विशिष्ट शैली नहीं है ऐसे मामलों में यह जानबूझकर नहीं है अनजाने में वे इस विशेष प्रकार के व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं तो कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उन्हें अपने व्यवहार के बारे में बता सके और उस विशेष व्यवहार को मॉडलिंग करके कैसे संवाद किया जाए व्यवहार मॉडलिंग एक व्यक्ति को उनके व्यवहार में अनुपयुक्तता के बारे में समझ देगा और इससे उन्हें समझ में आ जाएगा कि वह खुद यह व्यवहार कर रहा है इसलिए यदि व्यवहार में मॉडलिंग निर्देशात्मक रणनीतियों को अपना रही है जहां किसी और के व्यवहार की नकल की जाएगी तो इसके परिणामस्वरूप एक शिक्षार्थी सीखेगा कि इस प्रकार का व्यवहार स्वीकार्य नहीं है एक व्यक्ति पूरी तरह से रोक नहीं सकता है लेकिन प्रशिक्षण के कारण इस तरह के व्यवहार को कम करने में सक्षम होगा अनुदेशात्मक रणनीतियों में त्रुटि आधारित का भी उपयोग किया जा सकता है यही है इसे सीखने वालों के साथ साझा करने से क्या गलत हो सकता है जब वे प्रशिक्षण का ठीक से उपयोग नहीं करते हैं इस अर्थ में कि उन्हें प्रदर्शन करने के लिए जो भी कहा गया है और वे प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं हैं क्योंकि प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम में निर्देश होंगे कि पहले चरण दूसरे चरण तीसरे चरण होंगे और फिर उन्हें इन विशेष चरणों से गुजरना होगा कभी कभी प्रशिक्षुओं को लगता है कि वे पहले से ही इस विशेष चरण को जानते हैं और इसलिए वे प्रशिक्षण कार्यक्रम को छोड़ देते हैं इसलिए इस प्रकार के त्रुटि आधारित उदाहरणों का ध्यान रखा जाना चाहिए और निर्देशों में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए कुछ नए या पूर्वापेक्षाओं का भी उल्लेख किया जाना चाहिए इन उचित अनुदेश डिजाइनों के परिणामस्वरूप एक व्यक्ति उस विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम को करने में सक्षम होगा निर्देशात्मक डिजाइन में अगला हिस्सा सुदृढीकरण है इस विचार के आधार पर कि लोग प्रतिक्रियाएं दोहराते हैं जो उन्हें कुछ प्रकार के सकारात्मक इनाम देते हैं तो यह व्यवहार का सुदृढीकरण है व्यवहार सिद्धांत के सुदृढीकरण में कहा गया है कि जब भी कोई सकारात्मक इनाम होता है तो उस व्यवहार को फिर से दोहराया जाता है इसी तरह इनाम प्रणाली के मामले में अर्थात् यह विशेष रूप से दोहराने वाली प्रतिक्रियाएं होंगी जैसे ही एक व्यक्ति को ट्रेनर से या अपने वरिष्ठों से या आसपास से बेहतर सराहना मिलेगी इस तरह के कदम उन्हें इस व्यवहार को दोहराने में मदद करते हैं व्यवहार के सुदृढीकरण में नकारात्मक परिणामों से जुड़े कार्यों से बचें इसलिए हमें उन कार्यों को नहीं करना चाहिए जो किसी भी तरह के नकारात्मक परिणाम पैदा करेंगे उदाहरण के लिए जब कोई व्यक्ति प्रेरित होता है तो हमें यह कहने से बचना चाहिए कि एक व्यक्ति को कुछ भी पता नहीं है इस तरह वह सीखना बंद कर देगा नकारात्मक बयानों से बचना चाहिए अन्यथा परिणामस्वरूप यह व्यक्ति सीखना बंद कर देगा यह व्यक्ति प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सक्रिय और सहभागी नहीं होगा इसलिए इस प्रकार के नकारात्मक परिणामों से बचा जाना चाहिए जब प्रशिक्षण के बाद जल्द से जल्द सुदृढीकरण और प्रतिक्रिया ली जाती है तो लोग सबसे अच्छा सीखते हैं तो तत्काल प्रतिक्रिया होनी चाहिए और कोई देरी नहीं होनी चाहिए इसलिए जब भी हम एक प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं तो प्रतिक्रिया अवधि जो तत्काल होनी चाहिए प्रतिक्रिया के लिए एक सत्र होना चाहिए जहां प्रशिक्षु प्रशिक्षकों को तत्काल प्रतिक्रिया दे सकते हैं और फिर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सकती है लेकिन अगर डिजाइनिंग कार्यक्रम में प्रतिक्रिया के लिए अस्वीकृति है लेकिन बाद में हमें एहसास होगा कि हमें कार्यक्रम के अंत में ही प्रतिक्रिया मांगनी चाहिए थी यह उन मामलों में मुश्किल हो जाता है अगर हम प्रतिभागियों को उनके कार्यस्थल से प्रतिक्रिया भेजने के लिए कहते हैं क्योंकि एक बार जब वे काम पर लौटते हैं तो वे व्यस्त हो जाते हैं इसलिए यह बहुत ही उचित है कि जब भी आप एक प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार कर रहे हों तो प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंत में प्रतिक्रिया के लिए एक सत्र होना चाहिए अब अगली बात स्थानांतरण प्रशिक्षण है प्रशिक्षण के हस्तांतरण से इसका मतलब है कि शिक्षार्थियों को प्रशिक्षण में जो वे सीखते हैं उसे स्थानांतरित करना और लागू करना चाहिए यह इस तरह नहीं होना चाहिए कि व्यक्ति को प्रशिक्षित किया गया है लेकिन छह महीने बाद प्रदर्शित करने के लिए कहा गया है जैसे नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रमों में होता है उदाहरण के लिए नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उन्हें जो कुछ भी है उसे लागू करने के लिए नेतृत्व का अवसर दिया जाना चाहिए छोटी टीम के विपरीत यह एक बड़ी टीम के लिए संभव नहीं है लेकिन अगर संगठन ने लोगों को यह दिखाने का मौका नहीं दिया कि जो कुछ भी सीखा गया है तो वे प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे साथ ही वे समझेंगे कि प्रशिक्षण उनके लिए उपयोगी नहीं है तो इससे बचने के लिए प्रशिक्षु को दिए गए प्रशिक्षण को स्थानांतरित करने का अवसर प्रदान करना आवश्यक हो जाता है यदि प्रशिक्षण के हस्तांतरण का अवसर प्रशिक्षु को दिया जाता है तो वह बेहतर तरीके से प्रदर्शित कर सकेगा इस तरह से संगठन यह भी जांच सकता है कि शिक्षण उपयोगी है या नहीं वह प्रशिक्षण में जो कुछ भी सीखा है उसे लागू करके समस्याओं को हल करने में भी सक्षम होगा हैं तो वह फिर से उस विशेष प्रशिक्षण प्रक्रिया को फिर से ले सकता है और उस विशेष समस्या को हल करने का प्रयास कर सकता है इसलिए प्रशिक्षण का यह हस्तांतरण बहुत महत्वपूर्ण है स्थानांतरण या प्रशिक्षण होने के लिए प्रबंधकों को प्रशिक्षण सिद्धांतों के हस्तांतरण को लागू करने और प्रशिक्षुओं को सीखने की जिम्मेदारी लेने और स्वयं प्रबंधन रणनीतियों में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है यह अपने आप में एक सीखने की प्रक्रिया है क्योंकि जब भी कार्यस्थल पर प्रशिक्षण का यह विशेष हस्तांतरण होगा प्रबंधक को प्रशिक्षण सिद्धांतों के हस्तांतरण को लागू करने की आवश्यकता होती है इस तरह वह उन विशेष सिद्धांतों को बना सकता है जो आपने नौकरी की कक्षा में सीखे हैं और जब वह कार्यस्थल पर वापस जाता है तो उसे उन सिद्धांतों को लागू करना होगा जो उसने सीखे हैं उदाहरण के लिए उन्हें नेतृत्व में प्रशिक्षण कार्यक्रम और एक विशेष मॉडल में प्रशिक्षित किया गया है एक बार जब वह वापस जाएगा तब उसे नेतृत्व या टीम के निर्माण के इस विशेष मॉडल को लागू करना चाहिए फिर उसे यह देखना चाहिए कि वह मॉडल सफल रहा है या नहीं कई बार वह तनाव प्रबंधन के बारे में सीखता है और कई बार वह संघर्ष प्रबंधन के बारे में सीखता है इसलिए यह देखा जाना चाहिए कि क्या उन्होंने इस विशेष सिद्धांत को ठीक से किया है और क्या यह उन्हें प्रोत्साहित कर रहा है इसे ठीक से करने के लिए प्रशिक्षुओं को तत्काल आधार पर ज्ञान स्थानांतरित करना होगा यह सीखने और स्वयं प्रबंधन रणनीतियों में संलग्न होने की जिम्मेदारी है यह जानना दिलचस्प है कि इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सीखने के दौरान वह आत्म प्रबंधन भी सीखता है जिसका अर्थ है कि स्वयं को कैसे प्रबंधित किया जाए इसलिए क्योंकि उन्हें सूचित किया गया है निर्देश दिया गया है और सलाह दी गई है कि जो किया जाना है और जो कार्यस्थल पर नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकार का प्रशिक्षण स्थानांतरण जब वह स्थानांतरित कर रहा है तो वह यह याद रखने में सक्षम होगा कि उसे प्रशिक्षक द्वारा क्या बताया गया है कि क्या किया जाना है और क्या नहीं इसलिए न करने के लिए वह स्वीकार करेगा कि क्या किया जाना है और इस प्रकार का प्रशिक्षण स्थानांतरण जो अधिक प्रभावी होगा इसलिए प्रशिक्षण कार्यक्रम को डिजाइन करते समय यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए कि प्रशिक्षण कार्यक्रम जो भी हो संगठनों को सलाह दी जाती है कि वे अपने कर्मचारी को अनुमति दें और उन्हें अपने कौशल का प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान करें जिसके लिए प्रशिक्षण प्रदान किया गया है अन्यथा यह माना जाएगा कि प्रशिक्षण उपयोगी नहीं था और इसलिए वह उन सीखने के कौशल को प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं है जो उन्होंने विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान हासिल किए थे अब यहां मैं आपके साथ स्थानांतरण प्रक्रिया के एक मॉडल को साझा करना चाहूंगा कि यह कैसे किया जाना है 1 प्रशिक्षु की विशेषताएं हैं जैसा कि मैंने प्रेरणा और इच्छा का उल्लेख किया है कर्मचारियों की इच्छा का अर्थ है कि क्या वह ज्ञान के इस विशेष हस्तांतरण के लिए जाना चाहता है प्रशिक्षण से जो कुछ भी उसने सीखा है उसका हस्तांतरण वह जो कुछ भी कर सकता है उसे प्रदर्शित करने में सक्षम होना चाहिए फिर उस विशेष व्यक्ति की क्षमता होगी योग्यता में सभी प्रकार के कौशल नौकरी ज्ञान कौशल मानव संसाधन कौशल वैचारिक कौशल शामिल हैं यदि यह क्षमता और प्रेरणा है तो यह निश्चित है कि प्रशिक्षु सीखेंगे फिर प्रशिक्षण के डिजाइन में एक सीखने का माहौल बनाते हैं जैसा कि मैंने पहले ही उल्लेख किया है वह उसे अवसर दे रहा है यदि आप उसे अवसर देते हैं तो निश्चित रूप से वह सीखने का माहौल बनाने में सक्षम होगा फिर स्थानांतरण के सिद्धांतों को लागू करें अर्थात् जो भी सिद्धांत का स्थानांतरण है वह लागू करने में सक्षम होना चाहिए और फिर स्व प्रबंधन रणनीतियों का उपयोग करें जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है अब यहां तीसरा पैरामीटर जो मैं आपका विशिष्ट ध्यान चाहूंगा यह सब संभव है यदि स्थानांतरण के लिए एक जलवायु है वह काम के माहौल के तहत है यहां काम के माहौल में आप देखेंगे कि अगर काम का माहौल जो प्रदान किया गया है वह सही है तो केवल व्यक्ति ही सीखने की क्षमता को बनाए रखने में सक्षम होगा पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात अगर हस्तांतरण के लिए जलवायु यदि कार्य का वातावरण सहायक और सकारात्मक है तो हस्तांतरण के लिए जलवायु संकेत देगी यदि जलवायु सहायक और सकारात्मक है तो वह अपने कार्यस्थल पर जो कुछ भी सीखा है उसे प्रदर्शित करने में सक्षम होगा दूसरा है प्रबंधन और सहकर्मी का समर्थन न केवल प्रबंधन समर्थन लेकिन जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि सहकर्मी समर्थन की भी आवश्यकता होगी यही है जो लोग इन आस पास के लोगों को विशेष रूप से देख रहे हैं वे वही दिखा पाएंगे जो उन्होंने सीखा है इस प्रकार की समझ अधिक प्रभावी होगी प्रदर्शन करने का अवसर सीखने में प्रतिधारण की ओर जाता है अंतिम तकनीकी समर्थन है स्वाभाविक रूप से अब अधिकांश प्रशिक्षण कार्यक्रमों में हम देखते हैं कि प्रौद्योगिकी के समर्थन की बहुत आवश्यकता है काम के माहौल में अगर तकनीक का समर्थन है तो व्यक्ति की दक्षता और प्रभावशीलता भी अधिक होगी तो ये सभी कारक जो सीखने के प्रतिशोध का निर्माण करेंगे और शिक्षण के प्रतिशोध में सामान्यीकरण रखरखाव होगा इसलिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को डिजाइन करने में यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमें प्रशिक्षुओं की विशेषताओं को ध्यान में रखना चाहिए और तदनुसार कार्यक्रम को डिजाइन करना चाहिए सहायक कार्य वातावरण प्रशिक्षण हस्तांतरण को प्रभावी बनाता है